इस लेक्चर में हम डिस्ट्रिब्यूटेड इंपेडेंस मैचिंग के नेटवर्क डिजाइन को देखेंगे मतलब कि जैसे मैंने कहा अगर हम उच्च आवृत्ति पर जाएं विशेष तौर पर एक गीगाहर्ट के ऊपर जाएं तो इंडक्टर कैपेसिटर पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है इसके अलावा उच्च आवृत्ति पर LC सर्किट को फैब्रिकेट करना भी मुश्किल है इसलिए हमें L या C जैसा काम करने वाली ट्रांसमिशन लाइन या वेवगाइड को डिजाइन करने की जरूरत है तो इस डिजाइन को डिस्ट्रिब्यूटेड इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क कहा जाता है उच्च आवृत्ति पर ट्रांसमिशन लाइन कम नुकसानदायी होती हैं तो उनको इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क में अगर मुख्य लाइन में शक्ति का स्थानांतरण हो रहा हो इसे हम मुख्य लाइन कहते हैं तथा इंपेडेंस मैचिंग के लिए हम कुछ सहायक ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल करते हैं अब यह ट्रांसमिशन लाइन शार्ट भी हो सकती है और ओपन भी इसे हम स्टब कहते हैं तो हमारे पास एक ओपन स्टब भी हो सकता है और शार्ट स्टब भी अब जैसा आप यहां देख रहे हैं कि यह मुख्य लाइन उस स्टब के साथ या तो शंट टोपोलॉजी से जुड़ती है या फिर यह एक सीरीज स्टब भी हो सकता है अब सीरीज तथा शंट के जुड़ावका चुनाव इस चीज पर निर्भर करता है कि आप कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं कई तकनीकों में हम सीरीज का चुनाव बेहतर मानते हैं और कई में शंट का अब जैसे अगर आपके पास एक माइक्रोस्ट्रिप तकनीक हो या आपके पास स्ट्रिपलाइन तकनीक हो या आपके पास एक वेवगाइड तकनीक हो तो इनके हिसाब से इन को चुना जाता है क्योंकि कुछ मामलों में शार्ट या ओपन को फैब्रिकेट करना आसान रहता है कुछ अन्य मामलों में अगर आपके पास कुछ बहुत बड़े विकिरण हो रहे हैं तो इनके आधार पर आपको इसे बदलना पड़ता है तो एक बार माइक्रोवेव इंजीनियर एक स्टब को डिजाइन कर ले तो वह बड़ी आसानी से इसे ओपन स्टब से शार्ट स्टब वगैरह में बदल सकता है क्या उसको स्मिथ चार्ट भी भलीभांति आता हैया नहीं यह भी आज हम देखेंगे तो आप देखिए यह एक ओपन स्टब है तथा यह एक शार्ट स्टब है ओपन स्टब का यह मतलब है कि इस स्टब का एक अंत ट्रांसमिशन लाइन से सीरीज या शंट सेजुड़ा हुआ है इसका दूसरा अंत खुला छोड़ा हुआ है जबकि शॉर्ट स्टब का एकअंत जो ट्रांसमिशन लाइन से नहीं जुड़ा हुआ वह शार्ट रहता है तो इसे हम शॉर्ट स्टब कहते हैं अब यह एक सिंगल स्टब मैचिंग नेटवर्क है आप यहां देख सकते हैं कि इस सिंगल स्टब मैचिंग के पास लोड है फिर इसमें d लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन है और फिर यहां d के बाद या तो एक शंट स्टब या फिर सीरीज स्टब है तो यह स्टबओपन भी हो सकता है और शार्ट भी और इस स्टब की लंबाई L है तो अगर आप यह माने कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें शंट स्टब का विश्लेषण हम एडमिटेंस प्लेन में करते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पर आने के बाद यह लोड प्रतिबाधा एक नई एडमिटेंस बन जाती है जिससे हम Y कहते हैं और आप यहां शंटएडमिटेंस जोड़ देते हैं और फिर अंत में जब आप इस स्टब को बायीं और से पार करते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस जैसी लगनी चाहिए ताकि इनका मिलान हो सके सिंगल स्टब मैचिंग नेटवर्क कुछ ऐसा दिखेगा किस्टब और ट्रांसमिशन लाइन के जुड़ने के बाद YL का मिलान Y0 से होगा जबकि सीरीज स्टब के मामले में हम आमतौर पर इंपेडेंस प्लेन का विश्लेषण करते हैं तो यहां लोड को ZL माना जाता है और फिर यह ट्रांसमिशन लाइन की दूरी d तय करने के बाद यह एक नई इंपेडेंस Z बन जाती है तो हम सीरीज स्टब में इसे Z से Z0 में बदलते हैं ताकि ट्रांसमिशन लाइन की बाई तरफ या स्रोत की तरह हमें ये Z0 नजर आए अब सिंगल स्टब मैचिंग नेटवर्क के दोनों मामलों में आपके पास सिर्फ एक ही स्टब है और इस स्टब की स्थिति के लिए हमारे पास डिजाइन के दो मापदंड हैं तो यहां 'd' का मतलब है कि स्टब कहां रखा गया है या फिर वह लोड से कितनी दूरी पर है इस स्टब की कड़ी को हम 'l' कहते हैं तो हमें यह दो चीजें तथा स्टब की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा डिजाइन करने की आवश्यकता पड़ती है किसी ट्रांसमिशन लाइन में स्टब इस प्रकार से होता है कि उसकी सहायक लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा तथा मुख्य लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा को आमतौर पर सामान लिया जाता है क्योंकि सामान्य रूप से जब आपके पास एक कोएक्सिअल लाइन या एक विशेष प्रकार के एलिमेंट से बनी वेबगाइड मौजूद हो तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा नहीं बदलती आगे है सिंगल स्टब मैचिंग का अवलोकन अब अगर आपके पास शंट जैसी कोई चीज है तो सबसे पहले आपको उसकी प्रतिबाधा या एडमिटेंस को प्लॉट करना होगा शंट के मामले में यह एडमिटेंस होती है तब आप इस ट्रांसमिशन लाइन पर चल रहे होते हैं तो यहां बेहतर होगा अगर आप VSWR वृत्त बना ले मतलब कि जब हम लोग को प्लॉट करें तब हम इस VSWR वृत्त को बनाकर उसे केंद्र से जोड़ दें हमने देखा है कि वास्तव में ट्रांसमिशन लाइन पर चलने का मतलब है कि आप इस VSWR वृत्त पर चलते हैं तो फिर आप एक एडमिटेंस चार्ट मानकर इसके हिसाब से एडमिटेंस पता कर ले और उसके बाद ही बाकी की गणना करें जैसे मैंने कहा कि यह एक शंट का डिजाइन है तो आप इसमें VSWR वृत्त तथा 1jB वृत्त के बीच में प्रतिच्छेदन बिंदुओं का पता करें प्रतिच्छेदन बिंदु से नार्मलायीजेड एडमिटेंस तक की न्यूनतम दूरी जैसे कि जनरेटर यहां इस मुड़ने वाले बिंदु से हमें यह दूरी बता रहा है वास्तव में हमारा यह अभिप्राय है कि मान लीजिए यह हमारा स्मिथ चार्ट है अब मान लीजिए कि इस स्मिथचार्ट पर हमने लोड को अंकित कर लिया है आप इससे परिचित ही होंगे अब यहां से हम एक कांस्टेंट VSWR वृत्त बना सकते हैं और फिर स्मिथ चार्ट की परिधि पर हम यह पता कर सकते हैं कि जनरेटर की तरफ जाने वाला भाग यह है तो हम यहां पर आने की कोशिश करेंगे यह एक कांस्टेंट कंडक्टैंस वृत्त है तो मान लीजिए कि स्मिथ चार्ट पर हम यहां आ सकते हैं तो हम यहां तो इस बिंदु पर आ सकते हैं या फिर हम इस बिंदु तक आ सकते हैं इसलिए इसके दो हल हैं पहले मामले में हम इस प्रकार से आएंगे और दूसरे में इस प्रकार से तो अब यह डिजाइनर के ऊपर है क्योंकि इन दोनों समाधानों की आवृत्ति प्रतिक्रिया भी अलग होगी तो हम उस आवृत्ति प्रतिक्रिया से यह निर्णय ले सकते हैं कि हम इन दोनों में से किसका चुनाव करें कभी कभी आप इनको बनाने की विधि की कठिनता को भी ध्यान में ले सकते हैं तो फिर यहां आने के बाद आगे क्या होगा मतलब कि यह भाग ट्रांसमिशन लाइन के d द्वारा दिया गया है तो ट्रांसमिशन लाइन के लोड तथा स्टब के बीच वाला भाग इसे बदल देता है तो ट्रांसमिशन लाइन में इस चीज को बदल देता है कि हम उसकी कड़ी को कितना पढ़ पाएंगे क्योंकि यह वाला एक चार्ट लैम्ब्डा स्केल में है और यह वाला चार्ट भी लैम्ब्डा स्केल में है यहां से आप यह पता कर सकते हैं कि हमने कितनी दूरी तय की है और यह भी पता कर सकते हैं की यह दूरी d कितने लैम्ब्डा के बराबर है अब आपको पता है कि यहां आने के बाद आपको इसका मिलान करने के लिए इस चार्ट के केंद्र में आना होगा जोकि सुसेप्टटेन्स द्वारा किया जाएगा उसके बाद इस बिंदु से आपको पता करना है कि यह संख्या वास्तव में क्या है यह एक सुसेप्टटेन्स है जो एडमिटेंस हम यहां देख रहे हैं वह 1jB है तो आप शंट सुसेप्टटेन्स को इस की नकारात्मक संख्या के बराबर मानेंगे मतलब की 1− jB अब आप वह स्टब चुनिए जिस की सुसेप्टटेन्स jB है अब आप यह jB कैसे कर सकते हैं मतलब मान लीजिए कि यह एक शॉट स्टब है तो शार्ट का मतलब है यहां प्रतिबाधा स्मिथचार्ट में एडमिटेंस 1 कितनी है यह आपके शॉर्ट सर्किट में एडमिटेंस 1 है और यह Y Y के बराबर है जो कि इनफिनिटी है यहां से यह आपका शॉर्ट सर्किट है अब पता कीजिए कि आपका jB कहां है तो फिर से हम इस लंबाई को परिधि से पढ़ रहे हैं यहां से आप स्टब की लंबाई पता कर सकते हैं तो यह वह सारी प्रक्रिया है जो हमने स्मिथ चार्ट में सीखी हुई है तो हम उसी का यहां उपयोग करेंगे तो यहां से अब सारी चीज को इकट्ठा देख सकते हैं पहला कदम है YL बिंदु को अंकित करना और फिर VSWR वृत्त को बनाना फिर वह दो बिंदुओं को ढूंढना जहां यह VSWR वृत्त 1 jBवृत्त को काट रहा है यह दोनों ही आपको d का हल देंगे तो इनमें से किसी एक को चुनें यकीनन बाद में हम यह देखेंगे कि आप इसे आवृत्ति प्रतिक्रिया से कैसे कर सकते हैं अब आप Y1 कम मूल्य ढूंढे आपको पता है कि वह jB1 तथा jB2 हैं तो फिर स्टब सुसेप्टटेन्स या तो jB1 होगी या फिर jB2 सबसे छोटी स्टब के लिए आप इस शॉर्ट सर्किट से शुरू होकर बाहरी परिधि से होते हुए इस जनरेटर तक पहुंचे तो कृपया आप इस पर ध्यान दें आप इसको आसानी से समझ लेंगे जो भी चर्चा हमने स्मिथ चार्ट के आधार पर की है यह सीरीज स्टब के लिए है यहां आपको पहले एडमिटेंस प्लेन पर जाने की आवश्यकता है और फिर वहां से आप लोड प्रतिबाधा को अंकित करें फिर आप यह कांस्टेंट VSWR वृत्त बनाएं जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्मिथ चार्ट पर हमने ZL को अंकित किया है और फिर इसके बाद हमने यह VSWR वृत्त बनाया है यह VSWR वृत्त 1jX वृत्त को दो जगह से काट रहा है एक बिंदु यह है और दूसरे वाला यह है अब आप अपने लोड से जनरेटर की तरफ मतलब यहां आ सकते हैं तो इसके भी इस लंबाई के लिए दो समाधान होंगे क्योंकि इस सब का यह मतलब है कि आप इस लंबाई ZL से यहां आ रहे हैं और अगर आप यहां आए तो फिर यह बाहरी परिधि से आप यह पता कर सकते हैं कि आप कितना चलकर आए हैं यह आपका d होगा अब आप यहां तो यहां होंगे या यहां दोनों में से कोई एक समाधान लीजिए तो मान लीजिए कि आपने यह वाला समाधान चुना है अब आप यह पता करिए कि आपकी रिएक्टेंस का मूल्य कितना है आप इस रिएक्टेंस मूल्यों को इस स्केल से पढ़ सकते हैं यकीनन यह रिएक्टेंस नकारात्मक है इसका यह मतलब है कि यह स्टब सुसेप्टटेन्स एक सकारात्मक संख्या बनेगी तो मुझे रिएक्टेंस कि जो भी नकारात्मक संख्या मिली है उसको हम यहां रखेंगे और फिर अगर यह दाएं तरफ एक ओपन स्टब है तो फिर हम यहां बाहरी परिधि पर होंगे और यहां से हमें अपनी वांछित सुसेप्टटेन्स की संख्या पर आना होगा इसको हम एक उदाहरण से देखेंगे क्योंकि बिना उदाहरण के इसे समझना मुश्किल होगा पर इसकी प्रक्रिया यहां दी गई है आप इस सारी प्रक्रिया को नोट कर लें और फिर स्मिथ चार्ट से यह देखें कि इसकी लंबाई कितनी है तो यह सब एक सिंगल स्टब मैचिंग के लिए था अब आपइस सिंगल स्टब मैचिंग की आवृत्ति प्रतिक्रिया के लिए वही डिजाइन देखें मान लीजिए कि यहां d 026λ के बराबर है d का मतलब है स्टब लोड से कितना दूर है तो लोड के रेजिस्टिव भाग का मूल्य 60 ओम है और फिर से मान लीजिए कि यहां कुछ कैपेसिटेंस है तो लोड का मूल्य 1582 कुछ है जब हम इसका रूपांतरण करेंगे तो इसे z1 कहते हैं तो हमें z1 दिया गया है z2 आपको पता है कि स्टब का भाग है और इसकी प्रतिबाधा एक शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिबाधा j Z0 tan βl है अब यकीनन tan βl में यह l है तो मान लीजिए कि हमारा डिजाइन एक विशेष आवृत्ति पर बनाया गया है तो हमारे विशेष λ का मूल्य λ0 है तो हम मान लेते हैं कि हमने यह डिजाइन दो गीगाहर्टज की आवृत्ति पर बनाया है अब 2 गीगाहर्टज का मतलब है यहां λ का मूल्य 15 सेंटीमीटर होगा तो हमारा λ0 15 सेंटीमीटर है यहां से हम यह कह सकते हैं कि d का मूल्य 026λ है तो हमारी लंबाई वास्तव में 026 15 सेंटीमीटर होगी पर अन्य आवृत्ति पर यह 026λ नहीं होगा तब इसकी संख्या कुछ और होगी तो किसी अन्य आवृत्ति वाले सिग्नल को अगर हम इस प्रतिबाधा नेटवर्क में देंगे तो यहां कुछ परावर्तित तरंगे उत्पन्न होंगी तब यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का मूल्य 0 नहीं होगा तो हम यह पता कर सकते हैं और हम z2 को βl के अनुसार लिख सकते हैं βl ट्रांसमिशन लाइन की एक इलेक्ट्रिकल लंबाई है जिसमें β ट्रांसमिशन लाइन का फेज़ कांस्टेंट है जिसका मूल्य 2 π λ है तो यहां l λ का एक अंश है अब βl को हम f f 0 की तरह लिख सकते हैं अब जब f तथा fo बराबर होंगी जिसका मतलब है कि वास्तविक आवृत्ति तथा डिजाइन की आवृत्ति बराबर है तब βl 254 के बराबर है तो अब आप अपने Z1 तथा Z2 को इसके आधार पर लिख सकते हैं अब शंट के मामले में कोई ZL इतनी है अब f f 0 होने पर Z ZL होगा और बाकी सारी संख्याओं पर ZL ≠ Z0 होंगे तो यहां कुछ परावर्तन होगा जिससे आप लौट कर सकते हैं तो आपने किसी विशेष प्रश्न में इसको प्लॉट किया है और हमने इसके दो समाधान देखे हैं तो आप इसे प्लॉट करें और देखिए कि यहां समाधान 1 तथा समाधान 2 है याद रखिए कि आप चाहे यहां आए या यहां इसी प्रकार से सुसेप्टटेन्स का मूल्य इन दोनों पर निर्भर करेगा दोनों ही d तथा सुसेप्टटेन्स एक दूसरे से भिन्न होंगे तो आप इसे प्लॉट कीजिए तो मान लीजिए कि यहां हम अपनी डिजाइन की आवृत्ति को 2 गीगाहर्टज पर निश्चित कर लेते हैं तथा रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को दोनों समाधान के लिए 0 कर देते हैं लेकिन जैसे ही हम पास जाएंगे तब यहां कुछ रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट उत्पन्न होंगे तो यहां पर कुछ मिसमैच होगा कुछ शक्ति का नुकसान भी होगा यह आपकी एप्लीकेशन पर निर्भर करेगा कि आप शक्ति का कितना नुकसान झेल सकते हैं तो इसके हिसाब से आप यहां पर एक पड़ी रेखा बना सकते हैं मान लीजिए कि आप की आवृत्ति प्रतिक्रिया इस प्रकार से है अब आप इससे अपने रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का परिमाण पता कर सकते हैं हम इसे अधिकतम संख्या पर निश्चित करेंगे ताकि इस परिभाषा पर हमारी इस्तेमाल कर पाने वाली बैंडविथ वैद्य रहे इसका यह मतलब है कि रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट इससे बढ़ नहीं सकता तथा शक्ति का नुकसान भी किसी निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जा सकता तो इस हिसाब से कि आप अपना झेल सकने वाला रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कहां रख रहे हैं आपकी बैंडविथ भी अलग होती जाएगी यकीनन आप एक चौड़ी बैंडविथ पाना चाहेंगे तो इस मामले में मान लीजिए कि हमारापहला मुद्दा अधिकतम टॉलरेबल रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का परिमाण है यकीनन हम दूसरे समाधान को चुनेंगे अगर कोई हमसे यह कहे कि 05 हमारी टॉलरेबल बैंडविथ है तब भी हम दूसरे समाधान को चुनते क्योंकि अब देखिए इस दूसरे भाग में यह बहुत धीमे से चल रही है तो इस आधार पर डिजाइनर यह निर्णय लेंगे कि क्या वह इस समाधान को चुनना चाहेंगे जिसमें उन्हें बहुत चौड़ी बैंडविथ मिल रही है अब एक अन्य फर्क पता करने वाला मुद्दा यह है कि स्टब वगैरह का कितना आकार उन्हें मिल रहा है क्योंकि दूसरे समाधान में हमें ट्रांसमिशन लाइन की भिन्न भिन्न कड़ियां मिलेंगी जोकि स्टबसे अलग अलग लंबाई पर होंगी अब इसका ज्यादा या कम होना दोनों ही हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं क्योंकि इससे इनको यांत्रिक रूप से बना पाना मुश्किल होता है तो उस वक्त आपको अपने मानदंड के हिसाब से इसे करना होगा लेकिन आपको इस वैज्ञानिक विश्लेषण को भी साथ लेकर चलना होगा अब सिंगल स्टब मैचिंग की क्या कमियां है आप देखिए कि अगर लोड बदलता है तो स्टब को दोबारा डिजाइन करना पड़ता है विशेष रूप से हमें स्टब की स्थिति को दोबारा डिजाइन करना पड़ता है इसका यह मतलब है इससे d बदलेगा क्योंकि मान लीजिए कि स्मिथ चार्ट मैं हम इस बिंदु की बजाय इस बिंदु पर हैं तो यहां पर d की संख्या अलग होगी तो इस प्रश्न में इस लोड के हिसाब से स्टब कि स्थिति को बदलने पर सिर्फ एक ट्यूनर की मदद से अलग अलग लोड को ट्यून नहीं कर सकते यह सिंगल स्टब मैचिंग की कमियां है तो लोग डबल स्टबट्यूनिंग लेकर आए जिसमें एक की बजाय दो स्टब होते हैं लेकिन स्टब के बीच की दूरी निश्चित होती है इसे हम d कहते हैं तो स्टब कि स्थिति यहां निश्चित है हम तुरंत यहां लोड को पहले भाग से जोड़ते हैं और फिर यह d कि निश्चित संख्या से इसे दूसरे स्टब से जोड़ते हैं हमें यह डिजाइन करना है कि इन स्टब की लंबाई कितनी रखें ताकि हमें इस डिजाइन में मैचिंग मिल सके अब यहां हमने शंट स्टब लिए हैं तो आप देखिए कि हमने ZL की बजाए लोड को YL मैं लिखा है अब YL के बाद इन चीजों को जोड़कर हमें यहां एडमिटेंस YLjB1 मिलेगी अब हमें ट्रांसमिशन लाइन पर d दूरी के हिसाब से चलना होगा और यहां आना है अब आप यह देखिए कि हमारी प्रयोगशाला में यह डबल स्टब ट्यूनर कैसा दिखता है आप देखिए कि यह पहला स्टब है और यह दूसरा स्टब है और यह लोड है तो यहां हम लोड को जोड़ रहे हैं और इस तरफ हम स्रोत लगा रहे हैं यह एक कैरिज है जो आपने देखी हुई है और यह 1 मीटर है जिस पर आप इस सारी चीजों पर नजर रखेंगे अब आप इन स्टब की लंबाईओं को बदल सकते हैं आप इन्हें बदल सकते हैं क्योंकि यह मुड़ सकती हैं तो इसमें यह दो चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं मेरे हिसाब से आप की प्रयोगशाला में भी यह होंगी आइए अब देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है हमें यह पता है कि ट्रांसमिशन लाइन का यह समीकरण होता है तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन पर अगर हम दूरी d के हिसाब से चलते हैं तो इसका मतलब हम β2πλ पता कर सकते हैं तो अगर आप ट्रांसमिशन लाइन पर चली हुई इस दूरी d को यहां डालते हैं इसका मतलब है कि हम 4 πd λ के कोण से VSWR वृत्त पर घुमाव देंगे हमने यह पहले ही देख लिया है कि ट्रांसमिशन लाइन पर चलने का मतलब है कि हम इस VSWRवृत्त पर चल रहे हैं तो अगर यह दूरी λ 2 तो हम ट्रांसमिशन लाइन पर 90 डिग्री से चलेंगे और अगर यह दूरी 2 λ 2 तो हम 180 डिग्री से चलेंगे इसी प्रकार से 3 λ 8 पर यह 370 डिग्री होगा तो जब हम d को निश्चित कर देते हैं तब हम इसे λ 8 या 3 λ 8 लेते हैं जिसका मतलब है कि 90 डिग्री या 270 डिग्री अब आप इसकी सुंदरता देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक स्मिथ चार्ट है आपको पता है कि 1 jX या 1 jB वृत्त आप इसे जो भी बुलाएं अब इसको 90 डिग्री से घुमा देने से हमें वही व्रत मिलेगा इस तरफ इसकी 90 डिग्री का प्रतिबिंब है तो इसका मतलब यह है कि हमारा केंद्र यहां है और अब यह बदलकर यहां हो गया है अब हम लोड रिफ्लेक्शन की तरफ चले गए हैं यही इसकी सुंदरता है तो मान लीजिए कि यहां हम इस बिंदु पर थे और अब हम यहां हैं मान लीजिए कि हम इस वृत्त पर हैं तो वास्तव में हम जनरेटर की और चल रहे हैं क्योंकि इस तरफ जनरेटर है यहां से दूरी d के हिसाब से चलना मतलब हम 90 डिग्री पर आएंगे इसके साथ ही आपने डबल स्टब ट्यूनिंग की प्रक्रिया देखें तो आप इससे परिचित हैं अब आप YL को ढूंढो और फिर लोड एडमिटेंस को अंकित करें और VSWR वृत्त को बनाएं तो हम स्मिथ चार्ट में क्या करते हैं मान लीजिए कि यह हमारा YL है हम इसे अंकित करते हैं और फिर हम कभी भी यह कांस्टेंट VSWR वृत्त बना सकते हैं और इसका केंद्र यहां है अब आप अपनी स्टब के बीच की दूरी d जोकि λ 8 के बराबर है उसके हिसाब से एक 90 डिग्री का घुमाव दें यह कुछ इस प्रकार से होगा और हम जनरेटर की तरफ चलेंगे ताकि इस घूमे हुए वृत्त को कांटे तो आपके लोड की तरफ से आप जनरेटर की तरफ आते हैं और इस 1jb वृत्त को काटते हैं तो यहां से आप एक कांस्टेंट कंडक्टैंस वृत्त पर होने चाहिए और आप देखेंगे की इन कांटे हुए बिंदुओं को बदलने पर आप एक कांस्टेंट रजिस्टेंस वृत्त पर है तो आप चलते हुए या तो इस बिंदु पर आइए या फिर आप आगे चलते जाइए और किसी अन्य बिंदु में से किसी एक को लीजिए अब इसकी सुंदरता यह है कि जब आप दूरी d से जनरेटर की तरफ स्थानांतरित होंगे तब आप इस 1jB बिंदु पर आएंगे तो हमने क्या किया है इन दो बिंदुओं को पढ़े पहले बिंदु से आप d दूरी चलने के बाद l1 पता करें मुख्य लाइन पर ये 1 jB वृत्त पर गिरेगी तो आप उस संख्या को नोट करें तो आपका दूसरा स्टब इसका कंपनसेशन jB होगा जिसका यह मतलब है कि चाहे यह शार्ट हो या ओपन यह सुसेप्टटेन्स jBहोगी अब अगर यह शार्ट है तो फिर से स्मिथ चार्ट से यह पता करें कि यह शार्ट पॉइंट कहां है फिर आप इससे यह पता करें कि आपको कितना और आगे जाना है ताकि हमें jB मिल जाए यह आपका l2 होगा तो यह स्टब के बीच की दूरी है और देखिए यहां पर यह 1 jB वृत्त का 90 डिग्री का घुमाव है और यह λ 2 की दूरी वाले दो स्टब हैं तो यह वृत्त प्रतिबिंबित हो कर यह बन जाता है और आप इस वृत्त पर आने की कोशिश करते हैं आपको पता है कि λ 2 की दूरी से चलकर आप इस वृत्त पर आएंगे और फिर वहां से यह सुसेप्टटेन्स का बदलाव आपको इस वृत्त के केंद्र में ले आएगा अब फिर से समाधान के आधार पर इसके दो समाधान हैं अब आप किसी सम्मिश्र लोड का एक वास्तविक लोड से मिलान करवाना चाहते हैं इस चीज से हम यह भी देखेंगे कि यह एक प्रतिबाधा मिलान जैसी चीज नहीं है बल्कि यह एक प्रतिबाधा रूपांतरण है इसे हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर कहते हैं क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन का वह भाग है जोकि लोड तथा ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा Zo के बीच में होता है अब बात यह है कि इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की इनपुट पर हमें ट्रांसमिशन मैच मिलता है तो यह किसी भी एक वास्तविक लोड का मिलान कर सकती है पर यह किसी सम्मिश्र लोड का मिलान नहीं कर सकती पर इससे हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम स्टब मैचिंग से सम्मिश्र लोड को वास्तविक लोड में बदल सकते हैं तो इसकी सुंदरता यह है कि मान लीजिए नेटवर्क के इन दो भागो के बीच में आपके पास दो अलग अलग प्रतिबाधा है जिनका आपस में मिला हुआ है लेकिन इनके मूल्यों के बीच में अंतर है मान लीजिए कि पहली 50 ओम है और दूसरी 100 ओम है और उनका आपस में मिलान हुआ है अब क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर प्रतिबाधा के इन स्तरों को इकट्ठा कर सकती है तो यह प्रतिबाधा का ट्रांसफार्मर है और यह एक मिलान जैसी चीज नहीं है और यह किसी भी वास्तविक लोड का मिलान कर सकती है अब इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है यह एक नैरो बैंडट्रांसफार्मर है लेकिन हम इससे बहुत सारे ब्रॉडबैंड इंपेडेंस मैचिंग डिजाइन बना सकते हैं तो हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को देखेंगे हम यह शुरू करेंगे कि जो डिस्ट्रिब्यूटेड इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क हमने डिजाइन किए थे उनकी आवृत्ति प्रतिक्रिया भी नैरो बैंड थी मतलब की यह बैंडविड्थ के 15 से ज्यादा नहीं है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो 15 से ज्यादा है आज कल की दुनिया में अल्ट्रा वाइड बैंड तकनीक के साथ हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ 15 से बहुत ज्यादा हो सकती है जैसे के 500 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ तो वहां हमें इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है हमें वहां वाइट बैंड की आवश्यकता भी पड़ेगी पर यह डिजाइन हमें वह नहीं दे सकते तो हमारा अगला विषय यह होगा कि हम ब्रॉडबैंड डिजाइन कैसे बना सकते हैं